अभिवादन और टीएएलई के मॉड्यूल 3 में आपका स्वागत है यह टीएएलई मॉड्यूल 2 की निरंतरता में है टीएएलई मॉड्यूल 2 अपने आप में टीएएलई मॉड्यूल 1 की निरंतरता है टीएएलई मॉड्यूल 2 में हमने एक पाठ्यक्रम डिजाइन करने की प्रक्रिया को देखा एडीडीआई मॉडल के ढांचे में एडीडीआईई मॉडल विश्लेषण डिजाइन गतिविधियों का विकास कार्यान्वयन और मूल्यांक का नप्रतिनिधित्व करने वाला एक बहुत ही सामान्य मॉडल है इन चरणों में से प्रत्येक में उप प्रक्रियाओं का चयन किया जाता है ताकि अंत में पाठ्यक्रम को एनबीए की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया जा सके अब आप राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट आवश्यकताओं के साथ शुरुआत से ही एक पाठ्यक्रम तैयार करने में सक्षम हैं अब तक लोग यही करते रहे हैं कि वे अपने तरीके से पाठ्यक्रम तैयार कर रहे थे कुल मिलाकर यह वास्तव में उन विषयों की एक सूची का चयन कर रहा है जो अध्ययन बोर्ड द्वारा किया जाता है और फिर यह देखने की कोशिश कर रहा है कि इसे एनबीए की आवश्यकताओं के अनुरूप कैसे लाया जा सकता है यदि आपके पास पाठ्यक्रम डिजाइन करने का विकल्प है तो आप एडीडीआईई ढांचे का उपयोग कर सकते हैं और एनबीए आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम को डिजाइन करें डिजाइन की प्रक्रिया और पाठ्यक्रम का संचालन जिसे हमने एडीडीआईई के 5 चरणों में देखा है मॉड्यूल 3 यह देखने वाला है कि इंस्ट्रक्शन का संचालन कैसे किया जाता है सीखा कि पाठ्यक्रम डिजाइन किया जाए परिणाम कैसे लिखें टीएएलई मॉड्यूल 1 में खोजा गया अब हम आ गए हैं मंच पर हम इंस्ट्रक्शन कैसे कर सकते हैं इस इकाई में हम इंस्ट्रक्शन की प्रकृति और संरचना को समझने का प्रयास करते हैं हमें भी चाहिए परिभाषित करें कि इंस्ट्रक्शन क्या है और इसकी प्रकृति क्या है और इसकी संरचना क्या है अब पहली बात जो बहुत स्पष्ट होनी चाहिए शिक्षा का कोई अनूठा तरीका नहीं है हमारे पास जो ज्ञान है उसके आधार पर इसका कोई अपवाद नहीं है लोग केवल अपने स्वयं के ज्ञान का निर्माण करके सीखें यदि आप अपने ज्ञान का निर्माण नहीं करते हैं आप एक ही तरीके से सीखने वाले हैं वह केवल उन प्रश्नों के उत्तर याद रखें जो पूछे जाने वाले हैं इसे हम रोट लर्निंग कहते हैं दुर्भाग्य से कई परीक्षाएँ या प्रतियोगी परीक्षाएँ लर्निंग को रोट लर्निंग तक सीमित कर देती हैं लेकिन अगर आप वास्तव में सीखना चाहते हैं यानी आप उस ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं ऐसी स्थितियां जो आपसे परिचित नहीं हैं यदि आपको अपना ज्ञान लागू करने या हल करने की आवश्यकता है नई परिस्थितियों में समस्याएँ आती हैं तो आपको अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करने की आवश्यकता होती है शिक्षार्थियों को सीखने के लिए सामग्री के सक्रिय हेरफेर की आवश्यकता होती है अपने स्वयं के निर्माण के लिए ज्ञान और सीखना निष्क्रिय रूप से नहीं हो सकता इसका मतलब है कि यह केवल सुनना द्वारा नहीं हो सकता आपको किसी भी हाल में उस सामग्री के साथ काम करने की ज़रूरत है जिसे आपको सीखना है यह विषय की प्रकृति पर निर्भर करता है निर्देश यह सुविधा प्रदान करने का प्रयास करता है कि कैसे शिक्षार्थी वास्तव में सीखने के लिए सामग्री में हेरफेर कर सकता है यह रचनावाद का प्रमुख सिद्धांत है देखें टीएएलई मॉड्यूल 1 प्रत्येक शिक्षार्थी अपने स्वयं के ज्ञान का निर्माण कर रहा है ऐसा नहीं है कि कुछ स्थानांतरित किया जा सकता है और किसी के मस्तिष्क की दीर्घकालिक स्मृति में भरा जा सकता है प्रत्येक व्यक्ति को अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करना होगा शिक्षार्थी का ज्ञान कौशल और दृष्टिकोण निर्माण करने की आवश्यकता को अधिगम परिणाम कहते हैं हमें क्या सीखना है उससे शुरू करते हैं और उन्हें सीखने के परिणामों के रूप में बताते हैं और इंस्ट्रक्शन सभी शिक्षार्थियों को अपने स्वयं के ज्ञान का निर्माण करने में सुविधा प्रदान करना चाहिए अर्थात् इंस्ट्रक्शन किस बारे में है इंस्ट्रक्शन का उद्देश्य लोगों को सीखने में मदद करना है यह एक बहुत ही सरल कथन है अर्थात् हम किसी को शिक्षक की तरह बुलाने के बजाय उसे प्रशिक्षक कह रहे हैं हालांकि प्रशिक्षक शब्द कुछ शिक्षकों के लिए सुखद नहीं है वे किसी तरह विचार करें कि इंस्ट्रक्शन एक निचले स्तर की प्रक्रिया है सभी शिक्षक इंस्ट्रक्शन करते हैं कक्षा मैं इंस्ट्रक्शन का उद्देश्य क्या है लोगों को सीखने में मदद करना है यदि ज्ञान का निर्माण शिक्षार्थी करता है तो शिक्षक क्या करता है उस निर्माण के बढ़ावे के लिए बहुत सारी सामग्री प्रस्तुत करते रहने से विद्यार्थी ऐसा नहीं सीखता इसलिए शिक्षक का मुख्य कार्य यह होना चाहिए कि वे किस प्रकार तेजी से सभी शिक्षार्थियों के ज्ञान का निर्माण करें बेशक चुनौती यह है कि प्रत्येक शिक्षार्थी दूसरे से अलग है एक ही तरीके एक ही तकनीक के लिए सब एक ही तरह से काम नहीं करेगा शिक्षार्थी द्वारा ज्ञान के निर्माण को बढ़ावा देने को इंस्ट्रक्शन कहा जाता है कि जिसके बारे में हम अनौपचारिक रूप से बात करते हैं औपचारिक तरीके से इंस्ट्रक्शन एक पहचाने गए सीखने के लक्ष्य की ओर सीखने की सुविधा है एक पहचाने गए सीखने के लक्ष्य क्या है या तो इसे योग्यता या पाठ्यक्रम के परिणाम के रूप में बताया गया है योग्यता पाठ्यक्रम के परिणाम का एक छोटी परिणाम है कभी कभी किसी परिणाम में कोई योग्यता नहीं होती है कोई और विस्तार नहीं है एक परिणाम का इसलिए सीखने का लक्ष्य या तो योग्यता है या परिणाम एक और कहने का तरीका डेलीब्रेट अरेंजमेंट ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति को बढ़ावा देना यह डेलीब्रेट अरेंजमेंट ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज है सीखने की गतिविधियाँ क्या हैं सीखने की गतिविधि एक व्याख्यान सुन रही होगी एक समस्या को हल करना दो लोगों की देखरेख में किसी चीज़ के बारे में चर्चा करना एक क्षेत्र प्रयोग आदि कई सीखने की गतिविधियाँ हैं शिक्षक को चुनना होगा सीखने की गतिविधियाँ जो वह चाहताचाहती हैं और उनका क्रम डेलीब्रेट अरेंजमेंट ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज और शर्तें शर्तें हमेशा उसके साथ चलती हैं क्योंकि यह इस पर निर्भर करता है उनके पास किस प्रकार का वातावरण और कक्षा व्यवस्था है इत्यादि बढ़ावा देना कुछ इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति जो हमारे लिए एक सीख के अलावा कुछ नहीं है परिणामपाठ्यक्रम परिणामयोग्यता किसी पाठ्यक्रम के परिणाम के तहत योग्यता हमेशा ध्यान रखें कि इंस्ट्रक्शन शिक्षार्थियों की पहचाने हुए लक्ष्य की ओर सुविधा है जो इंस्ट्रक्शन को परिभाषित करने का एक सरल तरीका है अभ्यास किया गया इंस्ट्रक्शन ज्यादातर व्याख्यान आधारित है 90 प्रतिशत से अधिक में स्थितियाँ या कक्षाएँ व्याख्यान दे रही हैं हम इस मोड में क्यों आए क्योंकि हम शिक्षक हमारे प्राथमिक विद्यालय के दौरान भी हमारे शिक्षकों द्वारा अपनाई गई पद्धति का पालन करते हैं या माध्यमिक विद्यालय या महाविद्यालयों में जहाँ हमने अध्ययन किया हमारे शिक्षकों ने व्याख्यान दिया हम उसी व्याख्यान पद्धति का अनुसरण करना जारी रखते हैं यह सोचकर कि ऐसा करने का एकमात्र तरीका है जिस तरह से हमारे शिक्षकों ने हमें पढ़ाया वह छात्रों को पसंद नहीं आया हाँ कभी कभी आपके पास होगा कुछ प्रेरक शिक्षक जिस तरह से वे बोलते हैं संभवतः जिस तरह से वे परवाह करते हैं या जिस तरह से वे परवाह करते हैं सूचनाओं को व्यवस्थित करते हैं लेकिन फिर भी हमारे अच्छे शिक्षक भी अधिकतर व्याख्यान दे रहे हैं हम छात्रों के रूप में पसंद नहीं करते हैं हमारे अपने छात्रों को नहीं पसंद जो अब हम शिक्षक होकर करते हैं दलील यह है कि ज्यादातर व्याख्यान आधारित प्रकार के कम से कम विकल्पों का पता लगाना चाहिए व्याख्यान देना ही एकमात्र तरीका नहीं है जिसे हम इस मॉड्यूल में खोजेंगे छात्र बेहतर सीखते हैं जब उन्हें पाठ्यक्रम के परिणामों के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है दक्षताओं उनकी जिम्मेदारियों और उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंड मॉड्यूल 1 और 2 में यही बताया गया है इसे मॉड्यूल 1 में देखा जाता है कैसे लिखें एंडरसन ब्लूम वर्गीकरण के अनुसार पाठ्यक्रम के परिणाम आकलन इस बात के अनुरूप होना चाहिए कि शिक्षार्थियों को क्या करने में सक्षम होना चाहिए एक पाठ्यक्रम के अंत में हमने इस बात पर जोर दिया कि यदि मूल्यांकन पाठ्यक्रम के परिणाम के साथ संरेखण में नहीं है इच्छित शिक्षण नहीं होता है पढ़ाई नहीं होगी क्योंकि छात्र केवल अपनी धारणा के अनुसार सीखेंगे मान लें कि मूल्यांकन पाठ्यक्रम के परिणामों के अनुरूप है एक बार ये दो का ध्यान रखा जाता है छात्र बेहतर सीखेंगे जब इंस्ट्रक्शन छात्र को घोषित परिणामों या दक्षताओं को प्राप्त करना सुविधा प्रदान करेगा हमारा मुख्य लक्ष्य इंस्ट्रक्शन की सुविधा से घोषित परिणामों को प्राप्त करना है हम एक कोर्स कैसे संचालित करते हैं हम पाठ्यक्रम के परिणाम और दक्षता और आचरण इंस्ट्रक्शन लिखते हैं छात्र को बताए गए परिणामों को प्राप्त करने की सुविधा के लिए फिर परिणामों की प्राप्ति को मापें और कई बार हम ऐसा करते हैं जब हम असाइनमेंट और कक्षा परीक्षणों के साथ जाते हैं और अंत में हम अंतिम सेमेस्टर परीक्षा में करते हैं हम संचालन कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन का जैसे जैसे हम एक सेमेस्टर में आगे बढ़ते हैं हम परिणाम की प्राप्ति को मापते रहते हैं जो एक पाठ्यक्रम आयोजित करने का क्रम है आइए फिर से परिभाषित करें कि एक इंस्ट्रक्शनल यूनिट क्या है हमने मॉड्यूल 2 में संप्रेषित किया है पाठ्यक्रम को इसके पाठ्यक्रम परिणामों के संदर्भ में वर्णित किया गया है पाठ्यक्रम के परिणाम विस्तृत हैं दक्षताओं में आइए मान लें कि हमारे पास लगभग 7 पाठ्यक्रम परिणाम हैं और एक बार हम पाठ्यक्रम परिणाम को दक्षताओं में विस्तृत करें मान लें हमारे पास 15 दक्षताएं हैं एक इंस्ट्रक्शनल यूनिट एक योग्यता से जुड़ी होती है इसका मतलब है इंस्ट्रक्शनल यूनिट और योग्यता साथ साथ चलती है वे अनिवार्य रूप से एक ही हैं इसका मतलब है अगर मैं चाहता हूँ एक इंस्ट्रक्शनल यूनिट को लेबल करें मैं इसे योग्यता विवरण के साथ लेबल करूंगा एक इंस्ट्रक्शनल यूनिट में 55 मिनट से 1 घंटे की अवधि या एक या अधिक के 1 से 5 कक्षा सत्र होंगे दो घंटे के प्रयोगशाला सत्र फील्ड ट्रिप वगैरह एक इंस्ट्रक्शनल यूनिट से मिलकर बनेगा 1 से 5 कक्षा सत्र औरया 1 या अधिक 2 घंटे प्रयोगशाला सत्र कुछ इंस्ट्रक्शनल यूनिट में केवल 1 घंटा हो सकता है कुछ में 2 हो सकते हैं कुछ में 5 तक भी हो सकते हैं लेकिन बहुत कम ही आप 5 कक्षा सत्रों से आगे जाएँगे एक इंस्ट्रक्शनल यूनिट इंस्ट्रक्शन का चुनाव निर्देशात्मक है इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं इस तरह इंस्ट्रक्शन है या होना चाहिए एक अन्य व्यक्ति निर्देशात्मक गतिविधियों को एक अलग तरीका में पुनर्व्यवस्थित करना चाह सकता है हम निर्धारित कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि यह किसी अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत से लिया गया है और यह एक इंस्ट्रक्शन का संचालन करने का एकमात्र तरीका है एक शिक्षक के रूप में हम इंस्ट्रक्शन चुनते हैं जो डेलीब्रेट अरेंजमेंट ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज एक तरीका जिसे मैं छात्र के लिए सबसे अनुकूल मानता हूं निर्देशात्मक यह नहीं है अनोखा शिक्षा से जुड़ी स्थितियां बहुत विविध हैं उदाहरण के लिए स्थितियां हैं पाठ्यक्रम की प्रकृति द्वारा निर्धारित एक गणित पाठ्यक्रम इंजीनियरों के लिए सांख्यिकी भौतिकी में पाठ्यक्रम यांत्रिक ड्राइंग' में एक पाठ्यक्रम या एक विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत वे सभी अपने स्वभाव में बहुत भिन्न हैं जोर और उन्हें सीखने का तरीका सभी अलग हैं स्थितियां अलग हैं और पाठ्यक्रम की प्रकृति से निर्धारित होती हैं अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग शिक्षक होते हैं हर शिक्षक अपने तरीके से कोर्स को देखता है सभी संस्थानों में छात्र एक समान नहीं होते आपके पास ढेर सारे अच्छे छात्र भी हो सकते हैं हम थोड़ा बेहतर रैंक वाले कॉलेजों में कहें लेकिन अन्य कॉलेजों में आपके पास अपेक्षाकृत कम संज्ञानात्मक क्षमता और विभिन्न प्रेरणा स्तर के लोग हो सकते हैं और इसी तरह उदाहरण के लिए यदि मैं तीसरे वर्ष की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग शाखा लेता हूं और मैं छात्रों को देखता हूं देश और विभिन्न संस्थान हम यह नहीं कह सकते कि वे एक जैसे हैं इसलिए आप सभी प्रकार के छात्रों के लिए समान इंस्ट्रक्शनल अप्रोच नहीं अपना सकते हैं छात्र प्रकृति स्थिति का निर्धारण करेंगे उसके ऊपर क्योंकि उच्च शिक्षा का अत्यधिक निजीकरण किया जाता है प्रत्येक कॉलेज का अपना प्रबंधन होता है और हम सभी जानते हैं कि विभिन्न प्रबंधन संस्थान को विभिन्न तरीके से देखेंगे इंजीनियरिंग कॉलेज की ओर कोई दो प्रबंधन एक ही नजर नहीं रखेंगे कुछ के लिए यह विशुद्ध रूप से व्यवसाय है कुछ के लिए जो काम कर रहा है वह काफी संतोषजनक है आप सुधार करने के लिए बहुत उत्सुक नहीं हैं कोई व्यक्ति सूक्ष्म प्रबंधन करना चाहेगा सब कुछ और कुछ प्रबंधन जिस तरह से कई चीजों को कानून बनाना चाहते हैं पाठ्यक्रम आदि पढ़ाना होगा जिस प्रणाली के तहत पाठ्यक्रमों की पेशकश की जाती है वह फिर से बहुत अलग है इस हद तक परिस्थितियाँ भिन्न हैं और काफी भिन्न हैं हम इसका थोड़ा और पता लगाएंगे अगली इकाई में असीमित संख्या में इंस्ट्रक्शनल अप्रोच हैं और अभी भी लोग योगदान दे रहे हैं आपके पास जो विकल्प हैं वे बढ़ते रहें प्रौद्योगिकियां भी हैं लगातार सुधार हो रहा है प्रौद्योगिकियों के साथ आपके पास जो विकल्प है बढ़ रहे है क्या उपलब्ध है और क्या संभव है यह देखते हुए शिक्षक को चुनाव करने की आवश्यकता है दुर्भाग्य से या संयोग से अधिकांश शिक्षक निर्देश व्याख्यान द्वारा करते हैं हम आपसे वैकल्पिक इंस्ट्रक्शनल अप्रोच का पता लगाने का आग्रह करते हैं आपके पाठ्यक्रम के लिए इंस्ट्रक्शनल परिस्थितियों और इंस्ट्रक्शनल अप्रोच के बावजूद कैसे होना चाहिए इंस्ट्रक्शन यह पहले प्रभावी होना चाहिए प्रभावी का अर्थ है कि शिक्षार्थियों को अभिप्रेत सीखने को प्राप्त करना है या यहाँ उदाहरण के लिए एक इंस्ट्रक्शनल यूनिट के संबंध में इंस्ट्रक्शनल यूनिट के अंत में छात्र अपने स्वयं के ज्ञान का निर्माण करने में सक्षम होना चाहिए जिससे उसे निर्धारित योग्यता प्राप्त करने में सुविधा होगी एक योग्यता प्रत्येक इंस्ट्रक्शनल यूनिट के लिए लक्ष्य है यदि यह प्रभावी नहीं है तो यह व्यावहारिक रूप से बेकार है तब यह आकर्षक होना चाहिए इसका अर्थ है इंस्ट्रक्शन को शिक्षार्थियों को सक्रिय रूप से सक्षम बनाना चाहिए उस ज्ञान के साथ संलग्न हों जिससे उन्हें प्राप्त होने की उम्मीद है यदि वे नया ज्ञान के साथ संलग्न नहीं हैं वे इच्छित सीखने के परिणाम प्राप्त नहीं करेंगे शिक्षक छात्र जुड़ाव को सुविधाजनक बनाने के लिए सीखने की गतिविधियों को व्यवस्थित करता है सुनना ज्ञान के साथ संलग्न होने का सक्रिय रूप नहीं शिक्षक को समस्या का समाधान करना होगा की अपने छात्रों को ज्ञान के साथ कैसे जोड़ा जाए इंस्ट्रक्शन संसाधनों के उपयोग में कुशल होना चाहिए परिस्थितियों और निर्देशात्मक तरीकों के बावजूद कुशल से अर्थ किसी भी औपचारिक कार्यक्रम में शिक्षक के लिए पाठ्यक्रम पढ़ाने के लिए सीमित समय होता है उपलब्ध घंटों की संख्या या जब छात्र 5 से 6 कोर्स करने की कोशिश कर रहा हो तो छात्र के पास जितना समय होता है शिक्षक यह नहीं मान सकता कि छात्र उनके लिए हर समय हर दिन उपलब्ध है सेमेस्टर में उपलब्ध संसाधनों के भीतर संसाधनों की मात्रा को कम से कम उपयोग करना चाहिए यदि आपको अधिक समय की आवश्यकता है तो यह कुशल नहीं है उदाहरण के लिए उसी योग्यता के लिए 3 घंटे के बजाय यदि आप 6 घंटे लेते हैं तो आप सभी को इसके साथ जोड़ सकते हैं और इसे प्रभावी बनाने का प्रयास कर सकते हैं लेकिन यह कुशल नहीं होगा इ3 इंस्ट्रक्शन प्रभावी आकर्षक और कुशल तीनों को संबोधित करने की आवश्यकता है कभी कभी आपको उनमें से एक का त्याग करना पड़ता है उदाहरण के लिए एक कठिन अवधारणा को अधिक समय की आवश्यकता हो सकती है और मैं इसे कुशल बनाने में सक्षम नहीं हो सकता लेकिन यदि प्रभावी नहीं है तो किसी काम का नहीं है हम इंस्ट्रक्शन के विभिन्न पहलुओं को वर्गीकृत करने का प्रयास कर रहे हैं एक व्यक्तिपरक तरीका वर्गीकरण करने का इंस्ट्रक्शन के दो निर्माण हैं एक है इंस्ट्रक्शनल सिचुएशन और दूसरी है इंस्ट्रक्शनल अप्रोच प्रत्येक का विस्तार किया जाएगा इंस्ट्रक्शनल सिचुएशन मूल्यों और शर्तों की विशेषता है मूल्य सीख लक्ष्य है मैं अपना सीखने का लक्ष्य चुन सकता हूं उदाहरण के लिए शिक्षार्थी केवल अवगत से नहीं मिलता है पर प्रौद्योगिकी का समाज पर प्रभाव के बारे चिंतित हो सकता हैं लेकिन मेरा ऐसा सीखने का लक्ष्य नहीं भी हो सकता है सीखने के लक्ष्य के चुनाव से फर्क पड़ेगा इंस्ट्रक्शनल सिचुएशन पर फिर प्राथमिकताएं क्या हैं और कौन से तरीके हैं जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है और किसके पास है शक्ति जो निर्णय लेती है हमारे कई निजीकृत छोटे टियर 3 प्रकार के इंजीनियरिंग कॉलेज जिसके पास शक्ति है प्रमुख भूमिका निभा रहा है इंस्ट्रक्शनल सिचुएशन को भी स्थितियों की विशेषता होती है शर्तों में शामिल हैं सामग्री अर्थात् विषय सामग्री की प्रकृति स्वयं शिक्षार्थी शिक्षार्थी सभी संस्थानों में समान नहीं है और जिस तरह का सीखने का माहौल आपके पास होगा मूल्य या इंस्ट्रक्शनल सिचुएशन मूल्य सीखने के लक्ष्यों के बारे में हैं और कुछ नहीं दक्षताओं और सीओ उदाहरण सी में अच्छे प्रोग्राम लिखें जो आमतौर पर सामने आए व्यवसाय एप्लिकेशन में जब मैं इस तरह के सीखने के लक्ष्य को लिखता हूं तो इस समस्या का हल वैसे नहीं किया जा सकता जो पहले से ही कक्षा में या अध्याय के अंत में हल की जा चुकी हैं मैंने अपने लिए सीखने का लक्ष्य क्या रखा है C में अच्छे प्रोग्राम लिखें जो व्यावसायिक अनुप्रयोगों में आमतौर पर दिखे अर्थात् एक शिक्षक को आम तौर पर सामना किए जाने वाले व्यावसायिक अनुप्रयोग की एक सूची बनानी होगी और फिर समस्याओं का समाधान करने की छात्र को सुविधा प्रदान करनी होगी आप कुछ नमूने हल कर सकते हैं लेकिन छात्र सक्षम होना चाहिए उन समस्याओं का समाधान स्वयं करने के लिए मेरे इंस्ट्रक्शन का मानदंड छात्रों को प्रोग्रामिंग समस्याएं हल करने के लिए निर्देश होना चाहिए इसका मतलब है कि छात्र को प्रोग्रामिंग समस्याएं और अधिक हल करने के लिए उत्साहित होना चाहिए शिक्षक ने जो तरीका चुना है वह प्रोग्राम शेयर क्रिटिक पद्धति का उपयोग करना है मतलब प्रत्येक छात्र एक कार्यक्रम बनाता है उसे अपने पड़ोसी के साथ साझा करता है पड़ोसी करेगा आलोचना एक बार जब आप इस पद्धति का उपयोग कर लेते हैं तो इसे साझा करने आलोचना करने और संशोधित करने में समय लगता है जैसा हम देख सकते हैं कि इसमें समय लगता है अगर हम इस पद्धति का उपयोग करना चाहते हैं और आपको इसे सुविधा को योजना में शामिल करना होगा शक्ति किसके पास है एक विशिष्ट उदाहरण विभाग के प्रमुख के माध्यम से प्रबंधन उदाहरण के लिए यदि मैं कोई IIT या भारतीय विज्ञान संस्थान लेता हूँ तो इस बारे में एचओडी के माध्यम से बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है प्रबंधन के पास शक्ति है और जाहिर है इसका पालन किए जाने वाले निर्देशों पर बहुत प्रभाव पड़ेगा शर्तें उदाहरण सी © का उपयोग करके प्रोग्रामिंग के माध्यम से समस्या हल करना छात्र जो कम सीईटी रैंकिंग वाले है प्रमुख रूप से उन्हें रोट लर्निंग की आदत है सीखने का माहौल आपके पास इतनी आरामदायक कक्षा ना हो और केवल ब्लैकबोर्ड और चाक का टुकड़ा हो कहीं और आपके पास LCD प्रोजेक्टर हो एक गर्म जगह में अगर हर समय पंखे चल रहे हैं तो इतना शोर है कि बैकबेंचर्स शिक्षक जो कह रहा है वास्तव में नहीं सुन पा रहा एक महत्वपूर्ण निर्देशात्मक विकास बाधा उच्च पास प्रतिशत प्राप्त करने की आवश्यकता है यही एचओडी या प्रबंधन की आवश्यकता है जो कुछ भी आप करते हैं हमें उच्च उत्तीर्ण प्रतिशत प्राप्त करना है चाहे वह एक निजी विश्वविद्यालय हो या एक संबद्ध कॉलेज दुर्भाग्य से या संयोग से यह प्रमुख आवश्यकता है मतलब निर्देशात्मक विकास बाधा मैं कैसे सुनिश्चित कर सकता हूं कि आपके पास उच्च पास प्रतिशत है हम इंस्ट्रक्शनल मेथड पर थोड़ा समय व्यतीत करते हैं जब आपके पास लगभग असीमित तरीके हों निर्देश करने के मैं कैसे वर्गीकृत करूं हम इस तरह से पदानुक्रमित व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं उच्चतम स्तर इंस्ट्रक्शनल अप्रोच और निम्नतम स्तर पर निर्देशात्मक घटक इसका अर्थ है एक इंस्ट्रक्शनल मेथड में कई निर्देशात्मक घटक होंगे एक तरह से व्यवस्थित एक इंस्ट्रक्शनल अप्रोच विभिन्न शिक्षण विधियों का उपयोग करेगा मैं क्या इंस्ट्रक्शनल मेथड उपयोग करूं यह उस इंस्ट्रक्शनल अप्रोच की विशेषता है जिसे हम अपना रहे हैं एक निर्देशात्मक घटक एक साधारण निर्देशात्मक गतिविधि का प्रतिनिधित्व करता है उदाहरण के लिए ग्राफिक रूप में जानकारी प्रस्तुत करना या तो मैं एक ग्राफ या एक टेबल बना रहा हूँ और फिर मैं छात्रों के साथ ग्राफ बनाता हूं या मैं एक टेबलऔर एक ग्राफ पेश करता हूं लेकिन ग्राफिक रूप में जानकारी प्रस्तुत करना एक निर्देशात्मक घटक है एक इंस्ट्रक्शनल मेथड कई अनुदेशात्मक घटकों का उपयोग करता है और शिक्षण विधियों की एक समृद्ध विविधता है साहित्य में बेशक जो दोनों अच्छी खबर है आप चुन सकते हैं और बुरी खबर तुम्हे चुनना है इन विधियों को जोड़ा जा सकता है और लगभग अनंत संख्या में क्रमपरिवर्तन के रूप में शैक्षिक स्थिति के लिए उपयुक्त किया जा सकता है बहुत सारा साहित्य और जानकारी मौजूद है इंस्ट्रक्शनल मेथड का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे करें वे किस संदर्भ में काम करते हैं चाहे नेट पर इंस्ट्रक्शनल मेथड के लिए कई उपकरण उपलब्ध हैं कई तरीके हैं इंस्ट्रक्शनल मेथड को वर्गीकृत करने के एक सार्वभौमिक इंस्ट्रक्शनल मेथड जैसा कुछ भी नहीं है जो सभी पर लागू हो हर चरण पर एक प्रशिक्षक को किसी के द्वारा उसे दी गई विधि का पालन करने की आवश्यकता नहीं होती है एक इंस्ट्रक्शनल मेथड को उसके अनुभव के अनुसार बदला या समायोजित किया जा सकता है वरीयता उस विषय के लिए जो उसके पास है जिस विषय से वह निपट रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं जब आप संशोधित कर रहे होते हैं तो आप अनिवार्य रूप से नई इंस्ट्रक्शनल मेथड बना रहे होते हैं इस तरह की समझ के आधार पर कि हमारे पास इंस्ट्रक्शन क्या है आइए देखें हम टीएएलई के मॉड्यूल 3 में किससे निपटने जा रहे हैं इस मॉड्यूल में हम प्रयास करते हैं निर्देश के कई पहलुओं को समझें जिसमें निर्देशात्मक स्थितियां शामिल हैं और अच्छी शिक्षा के सिद्धांत हमारे पास जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान है दिमाग कैसे सीखते हैं उस ज्ञान का उपयोग किया जा सकता है इंस्ट्रक्शन में फिर हम साक्ष्य आधारित निर्देशात्मक घटकों के बारे में बात करते हैं जो हैं एक इंस्ट्रक्शनल मेथड और एक इंस्ट्रक्शनल अप्रोच को लागू करने के लिए संयुक्त साक्ष्य आधारित निर्देशात्मक घटक व्यापक क्षेत्र के माध्यम से स्थापित किया गया है निर्देशात्मक घटकों के कुछ निश्चित उपयोग से सीखने में बहुत सुविधा होगी या बहुत अधिक छात्र को ज्ञान के साथ जुड़ने में मदद होगी हम कुछ सामान्य रूप से प्रयुक्त इंस्ट्रक्शनल अप्रोच को भी देखते हैं फिर कैसे प्लान करें समझने के लिए डिजाइन मेटाकॉग्निटिव लर्निंग अफेक्टिव डोमेन और सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग के लिए हमने विभिन्न एंडरसन ब्लूम वर्गीकरण स्तरों के बारे में बात की उदाहरण के लिए मैं अपने ध्यान को रटने पर नहीं समझने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कैसे निर्देश दूं या कभी कभी मैं अपने विद्यार्थियों को ऐसी गतिविधि बनाने के लिए कैसे प्रशिक्षित करूँ जो डिज़ाइन है या कभी कभी मेटाकॉग्निटिव लर्निंग और मैं भावात्मक डोमेन को कैसे संबोधित करूं और क्या कर सकता हूं स्व विनियमित शिक्षा के लिए भी क्या मैं अपने छात्र को स्वयं की योजना बनाने के लिए प्रेरित कर सकता हूँ इसका मतलब है वह स्व विनियमित के माध्यम से अपनी देखभाल करने में सक्षम होना चाहिए तो ये वे चीजें हैं जिन्हें हम मॉड्यूल 3 में देखेंगे अगली इकाई में हम सबसे पहले इंस्ट्रक्शनल सिचुएशंस और उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान केन्द्रित करेंगे मैं हूँ निश्चित रूप से आप सभी ने शिक्षकों के रूप में इनमें से कई मुद्दों का अनुभव किया होगा और आपको करना होगा आप जिस स्थिति में हैं उसे लें और अपने इंस्ट्रक्शन की योजना बनाएं आप अनुसरण नहीं कर सकते किसी और का इंस्ट्रक्शन जो पूरी तरह से अलग स्थिति में किया जाता है उम्मीद है कि इंस्ट्रक्शनल सिचुएशंस की बेहतर समझ आपको अपने इंस्ट्रक्शन की योजना बनाने में मदद करें ध्यान देने के लिये धन्यवाद शब्दकोष